शेड्यूलिंग पॉलिसीयाँ जो हमने अब तक देखी हैं इसलिए वे रेडी क्यू से प्रक्रिया ले रहे थे और उन्हें निष्पादन के लिए सीपीयू में डाल रहे थे इसलिए वह वहाँ था अब इन सभी रणनीतियों में एक चीज़ जो हमारे पास आम थी वह यह है कि एक ही क्यू थी जिस पर यह प्रक्रिया शामिल हो रही थी इसलिए जब कोई प्रक्रिया सिस्टम में प्रस्तुत की जाती है तो यह रेडी क्यू में शामिल हो रही है और वहाँ एक ही रेडी क्यू है अब अगली नीति जिसे हम देखेंगे हम इसे मल्टीलेवेल क्यू संरचना कहते हैं तो रेडी क्यू को अलग क्यू में विभाजित किया गया है उदाहरण के लिए हमारी दो अलग अलग क्यू हो सकती हैं एक फोरग्राउंड कार्य के लिए और एक बॅकग्राउंड कार्य के लिए एक सिस्टम में जो हमारे पास होता है वह यह है कि सिस्टम के कुछ उपयोगकर्ता हैं जो अपने कार्य जमा कर रहे हैं और उन कार्य को पूरा कर रहे हैं और कुछ अन्य कार्य भी हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है जैसे कि कुछ सिस्टम स्वास्थ्य निगरानी के लिए तो कुछ कहते हैं कि बैकअप लेना और सभी इसलिए वे कार्य वहां मौजूद हैं लेकिन वे कार्य इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत प्रासंगिक हैं इसलिए और यदि उन कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तो हमें जो समस्या आती है वह यह है कि उपयोगकर्ताओं को यह महसूस होगा कि जैसे उन कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है इसलिए इसे बेहतर करने के लिए हम जो करते हैं वह यह है कि आपके पास रेडी क्यू है इसलिए एक रेडी क्यू होने के बजाय हम दो रेडी क्यू लेते हैं इसलिए यदि एक ही रेडी क्यू थी तो उपयोगकर्ता कार्य और सिस्टम कार्य दोनों में वे शामिल हो जाएंगे वे एक ही क्यू में होंगे अब जो भी शेड्यूलिंग पॉलिसी आप अनुसरण कर रहे हैं एफसीएफएस राउंड रॉबिन प्राइयारिटी एसजेएफ जो भी हो इसलिए ये जॉब शेड्यूल करने के लिए एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा करेंगे तो इस तरह से अगर उपयोगकर्ता को यह पता चलेगा कि सिस्टम में कई उपयोगकर्ता नहीं हो सकते हैं लेकिन सिस्टम स्वयं की स्वास्थ्य निगरानी और इस तरह की चीजों को करने में व्यस्त है लेकिन यह सिस्टम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है लेकिन उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए जो सुझाव दिया गया है वह यह है कि एक रेडी क्यू होने के बजाय इसलिए यदि हमें दो रेडी क्यू लेते हैं तो उपयोगकर्ता स्तर के कार्य के लिए एक रेडी क्यू और सिस्टम स्तर की कार्य के लिए एक और रेडी क्यू ठीक है तो जब यह सीपीय् इस पहली रेडी क्यू से काम ले लेगा और जब पहली रेडी क्यू में कोई कार्य नहीं होगा तो केवल यहाँ से ही कार्य लिया जाएगा इसलिए कई बार आपने देखा है कि कंप्यूटर सिस्टम में हम बॅकग्राउंड में कुछ कार्य डाल सकते हैं तो यह बॅकग्राउंड कार्य तभी निष्पादित होते हैं जब कोई फोरग्राउंड कार्य नहीं होते हैं इसलिए हमारे पास सिस्टम में जो इंटरएक्टिव कार्य हैं उन्हें फोरग्राउंड में रखा जाता है क्योंकि उन्हें उपयोगकर्ता से बातचीत की आवश्यकता होती है इसलिए उन्हें फोरग्राउंड कार्य बनाया जाता है और सिस्टम रखरखाव फिर बैकअप और इन प्रकार के कार्य दिए जाते हैं इसलिए उन कार्य को बॅकग्राउंड में रखा जाता है जो कि अक्सर बैच प्रकार के कार्य करते हैं इसलिए दी गई क्यू में स्थायी रूप से प्रक्रिया जुड़ गई है इसलिए प्रत्येक क्यू भी एक ऐसी प्रक्रिया है जब यह प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर जुड़ती है यह रेडी क्यू में शामिल होती है तो इंटरैक्टिव कार्य वे फोरग्राउंड क्यू और बैच कार्य बॅकग्राउंड क्यू में शामिल हो जाएगा अब जॉब लगने के बाद यह कहना कि यह इंटरनल सपोज़ है यह मेरी इंटरएक्टिव क्यू है और यह मेरी बैच क्यू है तो अगर इस इंटरेक्टिव क्यू से जॉब ली जाती है तो उसे सीपीयू मिल रहा है अब मेरी जो भी शेड्यूलिंग पॉलिसी हैं अगर वह राउंड रॉबिन है तो टाइम क्वांटम समाप्त होने के बाद काम वापस इस क्यू में आ जाएगा इसी तरह अगर कोई इंटरएक्टिव जॉब नहीं था और सीपीयू बैच कार्य कर रहा था तो इस बैच कार्य के बाद टाइम स्लाइस समाप्त हो जाता है इसलिए यह इस क्यू में वापस आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि इस इंटरएक्टिव क्यू में शुरू होने वाले कार्य और सीपीयू से स्वैप होने के बाद यह बैच क्यू में जा रहे हैं जो कि नहीं होगा इसलिए यदि प्रक्रिया स्थायी रूप से किसी दिए गए क्यू से जुड़ी हुई है अब प्रत्येक क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो सकता है इसलिए इस पिछले उदाहरण में जिसके बारे में मैंने अभी बात की है इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही जगहों पर हमें राउंड रॉबिन मिला है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है तो यह मामला हो सकता है कि यह फोरग्राउंड क्यू है यह एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का अनुसरण कर रहा है जबकि बॅकग्राउंड क्यू एफसीएफएस शेड्यूलिंग का पालन कर रही है क्योंकि बैकग्राउंड जॉब में राउंड रॉबिन का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी ये सभी कार्य खत्म होने हैं तो समय के कुछ अंतराल पर कुछ कॉंटेक्स्ट स्विच लगाने में क्या मतलब है क्योंकि वह सिस्टम थ्रूपुट में मदद नहीं करेगा इसलिए बैकग्राउंड कार्य के लिए हमारे पास सामान्य तौर पर राउंड रॉबिन नहीं है तो यह है कि एफसीएफएस निम्नानुसार है यदि सीपीयू द्वारा बैकग्राउंड कार्य लिया जाता है तो इसे पूरा होने पर निष्पादित किया जाता है उसके बाद ही अगला कार्य किया जाएगा बेशक हम तर्क दे सकते हैं कि जब यह बैकग्राउंड जॉब निष्पादित कर रहे हैं जब एक फोरग्राउंड जॉब आते हैं और यह फिर से एक और प्रकार की नीति को जन्म देगा जो कि पीएमटी पॉलिसी पीएमटी मल्टीलेवल क्यू है और फिर जब भी यह फोरग्राउंड कार्य आता है तो हमें सीपीयू को बैकग्राउंड कार्य से वापस लेना होगा और इसे निष्पादन और सभी के लिए फोरग्राउंड जॉब देना होगा इसलिए शेड्यूलिंग क्यू के बीच में होनी चाहिए हमें फिक्स्ड प्राइयारिटी शेड्यूलिंग मिली है जो कि फोरग्राउंड से फिर बैकग्राउंड से सभी की सेवा करती है इसलिए यह एक संभावना है जैसे मैं जिस तरह से कह रहा था कि जब कोई फोरग्राउंड जॉब नहीं है तो केवल बैकग्राउंड जॉब निष्पादित किए जाएँगे इसलिए इस विशेष नीति के साथ कठिनाई यह है कि यदि फोरग्राउंड जॉब का निरंतर प्रवाह होता है तो बैकग्राउंड कार्य को निष्पादन के लिए कभी मौका नहीं मिलेगा इसलिए यदि आपको यह फिक्स्ड प्राइयारिटी शेड्यूलिंग मिल गई है अगर इन दोनों के बीच प्राइयारिटी तय की गई हैं तो यह इस एक की तुलना में उच्च प्राथमिकता है तो अगर इस उच्च प्राइयारिटी क्यू में लगातार कार्य का प्रवाह होता है तो फोरग्राउंड क्यू की तो उच्च संभावना है इसलिए बैकग्राउंड कार्य हैं वे पीड़ित होंगे और उन्हें निष्पादन के लिए मौका नहीं मिलेगा और वे बंद हो जाएंगे इसलिए फिक्स्ड प्राइयारिटी शेड्यूलिंग को यह समस्या मिली है फिर अन्य संभावित विकल्प टाइम स्लाइस है इसलिए यह कहते हैं कि प्रत्येक क्यू में एक निश्चित मात्रा में सीपीयू समय मिलता है जिसे वह अपने प्रोसेसर के बीच शेड्यूल कर सकता है उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि 80 प्रतिशत समय के लिए शेड्यूलर इंटरएक्टिव क्यू या फोरग्राउंड क्यू से काम लेगा और 20 प्रतिशत समय के लिए यह बैच क्यू से लिया जाएगा तो यह अच्छा है और यह 80 प्रतिशत बैच क्यू के लिए 80 प्रतिशत फोरग्राउंड क्यू के लिए और 80 प्रतिशत समय के भीतर यह राउंड रॉबिन करता है इसलिए यह है कि क्यू में होने वाले प्रत्येक कार्य के लिए 80 प्रतिशत समय का अंश देता है दूसरी ओर बैकग्राउंड क्यू भाग के लिए एफसीएफएस के लिए यह 20 प्रतिशत समय दे रहा है और जो 20 प्रतिशत समय कार्य को दिया जाता है वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फैशन एफसीएफएस फैशन में काम करता है तो इस तरह से हमें यह मल्टीलेवल क्यू संरचना मिल गई है और हम इस शेड्यूलिंग पॉलिसी को क्यू के बीच श्रेणीबद्ध कर सकते हैं हम उनके बीच अंतर भी कर सकते हैं जो व्यक्तिगत क्यू के कार्य को दिए गए समय की मात्रा के संदर्भ में हैं इसलिए यह एक अच्छा समझौता है क्योंकि यह उन प्रकार की कार्य के बीच अंतर करने की कोशिश करता है जो हमारे पास प्रणाली में हैं और हम उन्हें एक साथ अलग अलग क्यू में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक विशिष्ट स्थिति है इसलिए पिछले उदाहरण जो हम देख रहे थे उसमें हमारे पास केवल दो स्तर थे ठीक है फोरग्राउंड जॉब और बैकग्राउंड जॉब इसलिए सामान्य तौर पर मेरे पास प्रत्येक प्राथमिकता स्तर के लिए अलग क्यू हो सकती है मान लीजिए मैं n प्लस 1n1 अलग अलग प्राथमिकता स्तर का समर्थन कर रहा हूँ तो प्रत्येक प्राथमिकता स्तर को एक अलग क्यू का उपयोग करके लागू किया जा सकता है तो प्राथमिकताएँ 0 यहाँ प्राथमिकता 1 यहाँ 2 यहाँ इसलिए जब शेड्यूलर आता है तो जब शेड्यूलर आता है तो वे पहले इस बात पर विचार करता है कि यह क्यू से काम करता है और इस क्यू के भीतर शायद यह राउंड रॉबिन कर रहा होगा और एक बार यदि इस क्यू में कोई कार्य नहीं है तो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है और फिर यह इस क्यू से कार्य लेता है इसलिए यह अगली सर्वोच्च प्राथमिकता है और फिर से यह टी 5 टी 6 टी 7 पर राउंड रॉबिन करेगा ताकि यह अन्य क्यू से लिया जाएगा और इसलिए यदि पिछले सभी स्तरों में सभी उच्च स्तर की क्यू खाली हैं तो केवल यह मौजूदा स्तर से कार्य लेगा तो यह लेवल 2 से तभी जॉब लेगा जब लेवल 1 और लेवल 0 ये दोनों स्वतंत्र हैं ये दोनों खाली हैं और स्तर 2 के भीतर यह एक राउंड रॉबिन कर रहा होगा इस प्रकार से हम प्रत्येक प्राथमिकता स्तर के लिए अलग क्यू रख सकते हैं और यह हो सकता है कि हम वहां कुछ शेड्यूलिंग नीति बना सकें तो इस उच्च प्राथमिकता स्तर का एक विशिष्ट उदाहरण इस तरह है इसलिए हमें यहां अलग अलग प्राथमिकता स्तर मिले हैं हो सकता है कि सिस्टम प्रक्रियाएं वे सर्वोच्च प्राथमिकता के हों तो यह प्राथमिकता के असाइनमेंट का एक संभावित प्रकार है जो कहता है कि सिस्टम प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं इसलिए उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए इसके बाद इंटरैक्टिव प्रक्रियाएँ आती हैं जो कुछ इनपुट मान प्राप्त कर सकती हैं और कुछ डेटा की गणना करती हैं और इसे आउटपुट पर डालती हैं जैसे कि वे इंटरैक्टिव प्रक्रियाएँ हैं प्रक्रिया का एक अन्य वर्ग इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस हो सकता है इसलिए एडिटिंग प्रोसेस का अर्थ है कि कोई उपयोगकर्ता फ़ाइल बनाने और फ़ाइल वगैरह पर कुछ लिखने के लिए टाइप कर रहा होगा तो यह भी इंटरैक्टिव है क्योंकि यूज़र की प्रोसेस को संग्रहीत करना पड़ता है लेकिन मुद्दा यह है कि चूंकि यह एक एडिटिंग प्रोसेस है इसलिए यह पिछले एक इंटरैक्टिव प्रोसेस की तुलना में बहुत धीमी है तो यह एडिटिंग प्रोसेस इसलिए यह वेट टाइम है IO वेट टाइम सामान्य इंटरैक्टिव प्रक्रिया की तुलना में आम तौर पर बहुत अधिक है फिर हमें बैच प्रक्रियाएं मिली हैं और शायद अकादमिक संस्थान में शायद छात्र प्रक्रियाएं उन्हें सबसे कम प्राथमिकता दी जा सकती हैं क्योंकि कई अन्य कार्य हो सकते हैं जो सिस्टम करने में व्यस्त हैं इसलिए उनकी प्राथमिकता सबसे कम हो सकती है इसलिए सबसे कम प्राथमिकता से सर्वोच्च प्राथमिकता तक हमें अलग अलग क्यू मिली हैं इसलिए यह केवल एक काल्पनिक उदाहरण है ताकि एक विशेष प्रणाली में उपयोगकर्ताओं के वर्ग के आधार पर हो जो हमारे पास सिस्टम में है इसलिए हमारे पास इस प्रकार का शेड्यूलिंग मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग हो सकता है इसलिए मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग में एक समस्या जो हमारे पास है वह यह है कि एक प्रक्रिया एक विशेष स्तर की क्यू में है तो इस आरेख में देखें इसलिए यदि कोई प्रक्रिया प्राथमिकताओं 0 क्यू में शामिल हो जाती है तो यह कुछ अन्य प्राथमिकता स्तरों पर नहीं जाती है इसलिए टाइम क्वांटम प्राप्त करने के बाद यह प्राथमिकता 0 क्यू में शामिल हो जाती है या प्राथमिकता 1 क्यू में इसलिए अपना टाइम क्वांटम पूरा करने के बाद यह प्राथमिकता 1 क्यू में भी शामिल हो रही है तो यह ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा कोई प्रक्रिया प्राथमिकता स्तर 1 से प्राथमिकता स्तर 0 तक जा सकती है या कुछ प्राथमिकता स्तर 2 से प्राथमिकता स्तर 1 से प्राथमिकता स्तर 0 तक इसलिए इस प्रकार का संचलन संभव नहीं है जब हमारे पास मल्टीलेवल क्यू मिली हो लेकिन कई बार हो क्या रहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत में या प्रक्रिया की शुरुआत में ही हम प्रक्रिया की विशेषता के आधार पर इसकी प्राथमिकता निर्धारित कर रहे हैं अब प्रक्रिया की यह विशेषता समय के साथ बदल सकती है इसलिए आम तौर पर यदि आप इस आरेख को देखते हैं तो हम इस आरेख में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि जो कार्य प्रकृति में अधिक इंटरैक्टिव हैं इसलिए उन्हें उच्च स्तर की क्यू में लगाया जाता है अब ऐसा हो सकता है कि कोई प्रक्रिया शुरू में कंप्यूट बाउंड हो इसलिए यह बहुत सारी गणना करता है लेकिन समय के साथ इसकी विशेषताएं बदल जाती हैं यह IO बाउंड जॉब के रूप में अधिक हो जाता है और इसके विपरीत एक कार्य शुरू में IO बाध्य है लेकिन कुछ समय के बाद सभी इनपुट डेटा को अलग अलग फ़ाइलों से पढ़ने के बाद अब यह एक गहरी संगणना के चरण में चला जाता है और फिर बहुत संगणना करता है तो इस तरह हम अंतर कर सकते हैं इसलिए समय के साथ प्रक्रिया की प्रकृति बदल सकती है अब इस प्रकार की क्यू संरचना जो हमारे यहाँ है इसलिए इसका ध्यान नहीं रखा जा सकता है क्योंकि एक बार जब कोई कार्य इंटरैक्टिव क्यू में शामिल हो जाती है तो यह केवल इंटरैक्टिव क्यू में रहती है और समस्या यह है कि इसे तेजी से निष्पादन के लिए मौका मिल रहा है लेकिन हर बार इसे मौका मिलता है यह केवल कुछ छोटे टाइम क्वांटम के लिए निष्पादित किया जाएगा लेकिन यह प्रक्रिया के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए फिर से अन्य प्रक्रियाओं के साथ गणना करनी होगी यह देखने के लिए कब अगले सीपीयू शब्द उपलब्ध होंगे तो इस तरह से गणना अधिक होगी जबकि एक बैच प्रक्रिया इसलिए आमतौर पर जब हम बैच प्रक्रियाओं से कार्य लेते हैं तो एफसीएफएस के संदर्भ में मौका दिया जाता है इसलिए एक बार जब इसे सीपीयू मिल जाता है तो यह इसके पूरा होने तक क्रियान्वित होता है इसलिए अगर किसी कार्य ने अपनी प्रकृति को IO बाउंड से कंप्यूट बाउंड बदल दिया है तो बेहतर है कि इसे निष्पादन में जाते समय उच्च मात्रा में समय मिलता है इसलिए हमारे पास एक नीति हो सकती है या एक प्रक्रिया हो सकती है जिसके द्वारा प्रक्रिया की यह क्यू अपने जीवनकाल में बदल जाती है इसलिए अगली शेड्यूलिंग नीतियां जिन्हें हम देखने जा रहे हैं यह एक मल्टीलेवल फीडबैक क्यू है तो विभिन्न क्यू के बीच एक प्रक्रिया चल सकती है और एजिंग को इस तरह से लागू किया जा सकता है तो यह मल्टीलेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर इस पैरामीटर द्वारा परिभाषित किया गया है क्यू की संख्या शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रत्येक क्यू के लिए किसी प्रक्रिया को अपग्रेड करने के लिए निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि एक प्रक्रिया को पदावनति करने के लिए निर्धारित विधि का उपयोग किया जाता है और यह निर्धारित करने के लिए कि किस क्यू में एक प्रक्रिया दर्ज होगी सेवा की आवश्यकता होने पर तो यह आरेख वास्तव में स्थिति को बेहतर बताता है जैसे हमें यहां 3 क्यू मिली हैं Q 0 Q 1 और Q 2 Q 0 यह टाइम क्वांटम मान 8 के साथ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का उपयोग करता है Q 1 इसका उपयोग करता है यह राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का भी उपयोग करता है लेकिन टाइम क्वांटम मान 16 है और यह Q 2 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है इसलिए जब भी नया कार्य आता है तो वह इस समय में शामिल हो जाता है यह पहली शीर्ष स्तरीय क्यू Q 0 है और चूंकि इस क्यू को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है इसलिए इसे निष्पादन के लिए मौका मिलता है तो यह पहले सीपीयू में जाता है और इसे 8 समय इकाइयों के लिए निष्पादन की अनुमति है अब दो चीजें हो सकती हैं एक बात यह है कि कार्य पूरे 8 मिलीसेकंड के लिए निष्पादित हो सकता है और यदि यह है तो यह कार्य को 8 मिलीसेकंड दिया जाता है तो कार्य शायद 5 मिलीसेकंड के लिए निष्पादित करता है और सीपीयू को जारी करता है 5 मिलीसेकंड के बाद आईओ ऑपरेशन में जाता है तो उस मामले में कार्य एक इंटरैक्टिव जॉब है इसलिए उस स्थिति में कार्य केवल शीर्ष स्तर की क्यू Q0 में वापस शामिल हो जाएगी जबकि यदि कार्य थोड़ा कंप्यूट बाउंड है तो क्या होगा कि यह 8 मिलीसेकंड कार्य पूरा होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा तो यह पूरे 8 मिलीसेकंड का उपयोग करेगा और 8 मिलीसेकंड समय के बाद टाइमर समाप्त हो जाएगा और शेड्यूलर आएगा और शेड्यूलर यह देखेगा कि जो कार्य सीपीयू को दिया गया था वह 8 मिलीसेकंड निष्पादन के बाद और अधिक के लिए पूछ रहा है तो यह समझते हैं कि यह एक कम्प्यूट बाउंड जॉब अधिक है इसलिए इसे क्यू Q 0 पर वापस डालने के बजाय इसे क्यू Q 1 पर डाल दिया जाएगा तो कार्य क्यू Q 1 में ले लिया जाता है तो अब वह कार्य जो Q 1 में है इसलिए इसे निष्पादन का मौका तभी मिलेगा जब यह उच्च स्तरीय क्यू खाली हो जो ठीक है लेकिन यह मानते हुए कि उच्च स्तर की क्यू खाली है इसलिए जब कार्य निष्पादन के लिए इस क्यू से लिया जाता है तो टाइम क्वांटम 16 मिलीसेकंड है इसलिए यह अधिक समय तक सीपीयू प्राप्त करता है और फिर 16 मिलीसेकंड के बाद भी अगर कार्य खत्म नहीं हुआ है इसका मतलब यह है कि हालांकि कार्य बहुत हद तक कम्प्यूट बाउंड जॉब है और यह अगले स्तर तक डिमोट होता है इसलिए यह एफसीएफएस के लिए आता है और इसके विपरीत ऐसा हो सकता है कि एक कार्य क्यू Q 2 का उपयोग करके और हम पाते हैं कि बहुत कम समय के भीतर यह आईओ ऑपरेशन में जाने के लिए सीपीयू को रिलीज़ करता है इसके बजाय इसे इस क्यू Q 2 पर डालने के बजाय इसलिए यह क्यू Q 1 पर जा सकता है और इसी तरह यदि यह Q 1 से कार्य को निष्पादन के लिए CPU दिया जाता है तो यह 16 निष्पादित करता है मान लो कि यह 3 मिलीसेकंड के लिए निष्पादित होता है और फिर CPU जारी करता है तो हम समझते हैं कि यह अब एक इंटरैक्टिव जॉब अधिक हो गया है इसलिए यहाँ से स्थानांतरित किया गया है और क्यू Q 0 पर रखा गया है तो यह गति दोनों तरह से हो सकता है इसलिए एक बार जब कोई कार्य प्रणाली में प्रवेश करता है तो वह इस शीर्ष स्तर में प्रवेश करता है और यदि वह अपने पूर्ण टाइम क्वांटम का उपयोग करता है तो यह क्यू में नीचे और नीचे में हो जाएगा दूसरी ओर यदि इस निचले स्तर की क्यू से कोई कार्य मिलता है तो यह सीपीयू को उस टाइम क्वांटम से पहले रिलीज करता है जो उसे दिया जाता है तो यह ऊंचा उठ सकता है और यह उच्च क्यू स्तर तक जा सकता है तो इस तरह से यह मल्टीलेवल फीडबैक क्यू स्ट्रक्चर है इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं तो संक्षेप में इसलिए एक नया कार्य क्यू Q 0 में प्रवेश करता है और जिसे फर्स्ट सर्व के रूप में सर्व किया जाता है और फिर जब सीपीयू यह कार्य हासिल करता है तो इसे 8 मिलीसेकंड मिल रहा है यदि यह 8 मिलीसेकंड के भीतर खत्म नहीं होता है तो कार्य को स्थानांतरित कर दिया जाता है क्यू 1 पर कार्य फिर से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर सर्व होता है लेकिन 16 अतिरिक्त मिलीसेकंड के लिए लेकिन यह 16 मिलीसेकंड है यदि यह अभी भी पूरा नहीं हुआ है तो यह Q 2 में आता है और फिर Q 2 यह पूरी तरह से पूरी अवधि के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है इसलिए यह स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है हमारे पास यह मल्टीलेवल फीडबैक क्यू स्ट्रक्चर हो सकती है और इसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लागू किया जाता है इसलिए संक्षेप में हमें CPU शेड्यूलिंग नीतियाँ मिली है जो रेडी क्यू से प्रतीक्षा प्रक्रिया का चयन करता है हमें यह मिल गया है कि एफसीएफएस सबसे सरल शेड्यूलिंग नीति है हमें एसजेएफ मिला है जो इष्टतम है लेकिन इसे लागू करना मुश्किल है फिर राउंड रॉबिन नीति इसलिए यह इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए उपयुक्त है और हमें यह मल्टीलेवल क्यू मिली है जो विभिन्न वर्गों की समस्याओं के लिए अलग अलग क्यू की अनुमति देती है इसलिए हमने विभिन्न प्रकार की समस्या देखी है और उसके बाद हमें रियल टाइम सिस्टम्स के लिए अन्य शेड्यूलिंग नीतियां मिली हैं तो इस मल्टीलेवल मल्टीप्रोसेसर सिस्टम के लिए शेड्यूलिंग नीतियां हैं इसलिए शेड्यूलिंग नीतियां हैं इसलिए यह इस विशेष पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर है इसलिए हम उनके बारे में कुछ पुस्तकों चर्चा कर सकते हैं इसलिए हम आगे क्या करेंगे हम कुछ उदाहरण लेंगे और उन सभी उदाहरणों और इस शेड्यूलिंग समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वे कैसे व्यवहार करते हैं तो हम कुछ प्रक्रियाओं का उदाहरण लेते हैं इसलिए मान लें कि मुझे 5 प्रक्रियाएँ मिली हैं P 1 P 2 P 3 P 4 और P 5 ये 5 प्रक्रियाएँ हैं और ये प्रक्रियाएँ उनका बर्स्ट टाइम इस तरह है बर्स्ट टाइम 10 1 फिर 2 1 5 जैसे है और उनकी प्राथमिकताएं प्राथमिकता मूल्य इस तरह हैं तो यह 3 है यह 1 है यह 3 है यह 4 है और यह 2 है और इस प्रक्रिया का आगमन क्रम है P 1 यह पहले आया उसके बाद P 2 उसके बाद P 3 उसके बाद P 4 P उसके बाद 5 तो अगर हम प्रक्रियाओं के इस सेट के लिए FCFS प्रकार की शेड्यूलिंग को देखने की कोशिश करते हैं तो समय 0 पर पी 1 आ गया है तो पी 1 का बर्स्ट टाइम 10 है इसलिए यह 10 समय इकाइयों के लिए निष्पादित करेगा यह 10 समय इकाइयों के लिए निष्पादित करेगा फिर पी 2 1 समय इकाई के लिए निष्पादित करेगा यह मेरा पी 2 है फिर पी 3 2 समय इकाइयों के लिए निष्पादित करेगा तो यह पी 3 है इसलिए यह समय 13 है फिर पी 4 आ गया है पी 4 1 समय इकाई के लिए निष्पादित होता है और फिर पी 5 5 समय इकाइयों के लिए निष्पादित करता है तो पी 5 5 समय इकाइयों के लिए निष्पादित करता है जो कि 19 है तो इस मामले में इसलिए यदि हम वेट टाइम की गणना करने की कोशिश करते हैं तो पी 1 के लिए वेट टाइम 0 है पी 2 के लिए वेट टाइम 10 है पी 3 के लिए वेट टाइम 11 है पी 4 के लिए 13 है पी 5 के लिए 14 है तो कुल वेट टाइम इन सभी मूल्यों का योग है 13 प्लस 27 प्लस 11 37 तो 47 कुल वेट टाइम 47 है इसलिए औसत वेट टाइम इसलिए औसत वेट टाइम 47 बटा 5 के बराबर है इसलिए यह 94 है ठीक है अब यदि हम एसजेएफ नीति का पालन करते हैं तो एसजेएफ नीति है तो क्या होता है कि सबसे छोटा काम पहले किया जाएगा इसलिए पी 2 और पी 4 दोनों सबसे कम हैं तो हम कहते हैं कि हम P 2 को लेते हैं उसके बाद P 4 को लिया जाता है इसलिए P 2 P 4 को किया जाता है अब P 3 P 3 को 2 टाइम यूनिट के लिए लिया जाता है इसलिए यह 4 तक जाता है तब हमें 5 यूनिट के लिए P 5 मिला है जिससे यह 9 बनता है और फिर 10 यूनिट के लिए P 1 जो कि 19 है वेट टाइम पी 2 है 0 पी 4 है 1 पी 3 है 2 तो पी 5 है 4 पी 1 है 9 तो कुल वेट टाइम 9 प्लस 4 13 प्लस 3 16 है तो औसत वेट टाइम 16 बटा 5 32 के बराबर है इसलिए औसत वेट टाइम 32 है अब यदि हम राउंड रॉबिन करते हैं यदि आप Q 1 के बराबर समय क्वांटम के साथ राउंड रॉबिन करते हैं Q मूल्य 1 के बराबर है तो क्या होगा पहले P 1 को 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा फिर P 2 को 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा फिर P 3 को 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा तो पी 3 1 समय इकाई के लिए निष्पादित किया जाएगा फिर P 4 को 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा फिर P 5 को 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा तो वर्तमान में तो P 1 फिर से 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा तो पी 1 को 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा फिर पी 2 को निष्पादित किया जाएगा इसलिए पी 2 पी 2 खत्म हो गया है इसलिए पी 2 को निष्पादित नहीं किया जाएगा अब पी 3 को 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा फिर पी 4 भी खत्म हो गया है फिर पी 5 को 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा तो पी 2 और पी 4 वे खत्म हो गए हैं अब पी 3 भी खत्म हो गया है तो जो भी है वह P 1 और P 5 है उनमें से P 5 को दो इकाइयों के लिए निष्पादित किया गया है और P 1 को भी दो इकाई के लिए निष्पादित किया है तो अब पी 1 9 आएगा फिर पी 5 10 आएगा और फिर पी 1 आएगा इसलिए पी 1 हमें 1 2 3 4 और पी 5 मिला है हमें मिल गया है 1 2 3 4 तो एक और पी 5 एक और पी 1 और पी 5 आएगा और अब पी 5 भी खत्म हो जाएगा और पी 1 के लिए यह 4 समय इकाइयों के लिए निष्पादित करेगा तो यह कॉंटेक्स्ट स्विचिंग होगा तो यह समय 19 पर समाप्त होगा तो वे केवल पी 1 होंगे तो आप देख सकते हैं कि रेडी क्यू में P 1 को कितने समय तक इंतजार करना है तो P 1 इंतज़ार कर रहा है इसलिए P 1 वास्तव में इस समय इंतज़ार कर रहा है तो यह 1111 है तो P 3 P 5 1 है यह P 5 1 है इसलिए जब भी P 1 पूरी अवधि के लिए था और जब भी CPU कुछ और कर रहा है P 1 प्रतीक्षा कर रहा है तो यह इस समय प्रतीक्षा कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिहाजा इसे 9 यूनिट्स का इंतजार है इसलिए पी 1 9 इकाइयों का इंतजार कर रहा है तो पी 2 यहां इंतजार कर रहा था और इसके बाद पी 2 इंतजार नहीं कर रहा था तो पी 2 1 यूनिट के लिए इंतजार कर रहा है फिर पी 3 पी 3 1 2 फिर 3 4 5 के लिए इंतजार कर रहा है ठीक है तो पी 2 पी 3 5 इकाइयों के लिए इंतजार कर रहे हैं तो पी 4 पी 4 1 2 3 के लिए इंतजार कर रहा है और फिर पी 4 अब और इंतजार नहीं करता है तो पी 4 3 इकाई है तो पी 5 पी 5 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 तो नौ इकाइयों की प्रतीक्षा कर रहा है तो यह रेडी क्यू में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए वेट टाइम है तो यह मान 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 18 23 27 है तो औसत वेट टाइम 27 बटा 5 है तो औसत वेट टाइम 27 बटा 5 है इसलिए यह 54 के बराबर है तो इस तरह आप इसे प्राइयारिटी बेस्ड शेड्यूलिंग के लिए भी कर सकते हैं इसलिए शुरू में पी 2 और पी 3 और पी 2 की न्यूनतम प्राथमिकता है तो पहले P 2 को 1 टाइम यूनिट के लिए शेड्यूल किया जाएगा और इसलिए जब P 2 एक बार हो जाएगा अब पी 1 और पी 3 उन्हें यह मिल गया है उन्हें बराबर प्राथमिकता मिली है इसलिए अगर मैं टाइम क्वांटम मान दो इकाई मानता हूँ तो यह पी 1 2 समय इकाई के लिए शेड्यूल किया जाएगा फिर पी 3 को 2 समय इकाइयों के लिए शेड्यूल किया जाएगा और अब P 3 समाप्त होगा माफ़ कीजिए इससे पहले P 2 P 5 P 5 आएगा तो पहले P 2 आएगा 1 टाइम यूनिट के लिए और उसके बाद P 5 5 टाइम यूनिट के लिए आएगा तो यह पी 2 है यह 5 पी है 5 समय इकाइयों के लिए और उसके बाद यह पी 1 और पी 3 होगा यदि मैं यह मानता हूं कि उन्हें 2 टाइम यूनिट के लिए एक राउंड रॉबिन फैशन में किया जाएगा टाइम क्वांटम 2 टाइम यूनिट माना जाता है फिर P 1 और P 3 तो अब P 1 प्रक्रिया है जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है और P 1 को 2 टाइम यूनिट के लिए पहले ही निष्पादित किया जा चुका है तो पी 1 पहले ही 2 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित हो चुका है इसलिए शेष 8 टाइम यूनिट के लिए यह निष्पादित होगा और फिर उसके बाद हमें यह P 1 P 2 P 4 मिला है P 4 आएगा और यह 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित होगा तो यह पी 4 है यह 19 पर खत्म हो गया है अब हम वेट टाइम की गणना कर सकते हैं तो पी 2 का वेट टाइम 0 है पी 5 का वेट टाइम 1 है पी 1 का वेट टाइम यहां है यह 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 है इसलिए पी 1 के वेट टाइम 9 है अब पी 3 का वेट टाइम 1 प्लस 6 के बराबर है जो कि 8 है पी 3 का वेट टाइम 8 है और पी 4 का वेट टाइम 18 है इसलिए यदि हम उन्हें जोड़ते हैं तो 18 प्लस 8 26 प्लस 9 35 36 तो औसत वेट टाइम 36 बटा 5 है इसलिए यह 72 है इसलिए यह वेट टाइम इस प्राथमिकता के आधार पर है तो हम इस तरह से शेड्यूलिंग कर सकते हैं तो इस तरह से आप विभिन्न मामलों के विभिन्न प्रकार के लिए शेड्यूलिंग कर सकते हैं और तदनुसार आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा आपको न्यूनतम औसत वेट टाइम दे रहा है और यह एक अध्ययन दे सकता है कि कौन सा एल्गोरिदम किसी विशेष जॉब मिक्स के लिए बेहतर कर रहा है